नमस्कार आज के व्याख्यान में हम एक और अवधारणा पर चर्चा करेंगे जिसे ड्युअलिटी कहा जाता है ड्युअलिटी विभिन्न इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए लागू होता है लेकिन इस विशेष पाठ्यक्रम में हम विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ ड्युअलिटी पर चर्चा करेंगे तो आइए हम समझते हैं कि ड्युअलिटी क्या है इसलिए जब दो सर्किट ड्यूल होते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें से किसी एक को कॅरक्टराइज़ करने वाले मेष समीकरण का गणितीय रूप एक ही है क्योंकि नोडल समीकरण दूसरे को कॅरक्टराइज़ करता है इसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि यदि आप एक सर्किट के लिए मेष समीकरण लिखते हैं और दूसरे सर्किट के लिए नोडल समीकरण लिखते हैं तो दोनों समीकरणों का गणितीय रूप समान होगा यदि आप याद करते हैं तो केपसिटंस पर करंट क्या है इसी प्रकार एक इंडक्टर पर वोल्टेज क्या है इसलिए यदि आप इन दोनों समीकरणों को गणितीय दृष्टि से समान देखते हैं क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव से पहले एक शब्द है जो v का d बाय dt है और करंट i का d बाय dt है इसलिए गणितीय दृष्टिकोण से ये दोनों एक ही गणितीय प्रपत्र हैं यही कारण है कि ये ड्यूल हैं इसलिए उस स्थिति में क्या होता है आप कह सकते हैं कि कैपेसिटर के माध्यम से करंट पूरे इंडक्टर में वोल्टेज का ड्यूल होगा केपसिटंस इंडक्टेंस के ड्यूल होगा और इसी तरह कैपेसिटर में वोल्टेज इंडक्टेंस में करंट प्रवाह के माध्यम से ड्यूल होगा इसलिए इस तरह आप कह सकते हैं कि सर्किट के विभिन्न एलिमेंट और विभिन्न इलेक्ट्रिकल वेरिएबल्स ड्यूल हैं अब ये सटीक ड्यूल हैं एक सर्किट का प्रत्येक मेष समीकरण दूसरे के संबंधित नोडल समीकरण के साथ संख्यात्मक रूप से समान है उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों सर्किट बिल्कुल ड्यूल हैं इसलिए ड्युअलिटी का क्या अर्थ है ड्युअलिटी ड्यूल सर्किट द्वारा प्रदर्शित किसी गुणों को रेफेर करता है अब हम एक मामले में अध्ययन के संबंध में इस अवधारणा को समझते हैं तो आइए एक सर्किट देखें जो चित्र में दिखाया गया है हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले दो मेष समीकरण लिख सकते हैं इसलिए मेष एनालिसिस के मामले में हमने क्या चर्चा की थी हालांकि हमने इसे मुख्य रूप से DC सर्किट के लिए किया था जो सर्किट के लिए लागू होता है जहां सोर्स DC नहीं है इस मामले में यह साइनुसाइडल है लेकिन सिद्धांत DC के मामले में भी AC के समान होगा इसलिए हम क्या करते हैं इस मामले में क्या करेंगे यदि आप दो सर्किट लेते हैं और हम और की तरह मेष करंट को परिभाषित करते हैं तो उसके मामले में हम मेष समीकरण लिख सकते हैं हम कैसे लिख सकते हैं

अब इस विशेष मेष में जो हमने मान लिया है कि इस कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज है जिसे वोल्ट के मान के रूप में दिया जाता है इसलिए आप मेष समीकरण कैसे लिखेंगे आप इस दूसरे मेष के लिए मेष समीकरण जैसा लिखेंगे अब हमें क्या करना है हमें दो समीकरणों का निर्माण करना होगा जो हमारे सर्किट के सटीक ड्यूल का वर्णन करते हैं इसलिए चूंकि पिछले समीकरण मेष समीकरण थे इसलिए मेष समीकरण के ड्यूल कुछ भी नहीं हैं बल्कि नोड समीकरण हैं इसलिए हमें अब क्या करना है हमें नोडल समीकरण लिखना होगा इसलिए हम क्या कर सकते हैं हम बस मेष करंट को नोडल वोल्टेज से बदल सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं इसलिए इस मामले में मेष करंट है इसलिए हम बस को के साथ और को के साथ बदल सकते हैं और हम इन दो समीकरणों के सटीक ड्यूल लिख सकते हैं तो अब हमें नोड्स के लिए दो समीकरण मिल गए हैं अब यदि इन दो नोड समीकरणों को देखते हैं तो आप आसानी से अनिवार्य रूप से दो नोड सत्यापित कर सकते हैं तो हम क्या करें हम पहले इन दो समीकरणों का एनालिसिस करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मतलब है इसलिए जब हम इन दो समीकरणों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दो नोड हैं इसलिए हम पहले क्या करेंगे हम रिफरेन्स नोड का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रेखा खींचेंगे क्योंकि किसी भी तरह रिफरेन्स नोड की आवश्यकता होती है और फिर हम दो नोड्स स्थापित करते सकते हैं जिन पर और के लिए पॉजिटिव रिफरेन्स स्थित होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम एक रिफरेन्स नोड बना रहे हैं जो वैसे भी आवश्यक है और फिर चूंकि हम का उपयोग कर रहे हैं जो और से ड्यूल होगा अब 2cos 6t एम्पीयर का करंट सोर्स नोड 1 और रिफरेन्स नोड के बीच जुड़ा हुआ है क्योंकि यह नोडल समीकरण है और यह करंट मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जो वैसे भी केवल नोड 1 के लिए प्रतिनिधित्व कर रहा है इसका मतलब है कि यह करंट सोर्स रिफरेन्स नोड और नोड 1 के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हम जो लिख सकते हैं वह एक करंट सोर्स को समान मान के साथ बना सकता है क्योंकि वोल्टेज 2cos6t है करंट में भी समान परिमाण होगा जो 2cos6t है लेकिन इस मामले में यह अब करंट सोर्स है और यह नोड 1 और रिफरेन्स नोड के बीच जुड़ा हुआ है अब ओरिएंटेशन को कैसे परिभाषित किया जाएगा यदि आप देखेंगे कि वोल्टेज यह वोल्टेज पॉजिटिव करंट दे रहा है जो कि उसी दिशा में करंट है जिसे हमने मान लिया है अगर यह मामला है तो संबंधित नोड के लिए करंट ड्यूल करंट सोर्स के अलावा कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब है कि करंट सोर्स जिसकी दिशा नोड के अंदर जा रही है इस तरह हम कहेंगे कि करंट नोड 1 में प्रवेश कर रही है अब यदि आप समीकरण को देखते हैं तो इसका एक और कॉम्पोनेन्ट है 3 क्या है ३ और कुछ नहीं है बल्कि कंडक्टैंस है क्योंकि यह नोड समीकरण में करंट के मान का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यह करंट हो जाएगा इसलिए नोड 1 और रिफरेन्स नोड के बीच 3 सीमेंस कंडक्टैंस दिखाई देगा क्योंकि इस मामले में यह केवल मेष 1 में जुड़ा हुआ है इसलिए रिफरेन्स और नोड 1 के साथ अनिवार्य रूप से 3 S कंडक्टैंस जुड़ा होगा अब हम अगले समीकरण पर आते हैं आइए हम उन शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें जो दोनों नोड्स के लिए सामान्य नहीं हैं इसलिए यह दो कर्रेंटस के मूल्य के अलावा और कुछ नहीं हैं और ये कुछ भी नहीं हैं लेकिन 8 हेनरी इंडक्टर और 5 सीमेंस कंडक्टैंस जो केवल नोड 2 से जुड़ा हुआ है अब यह इंडक्टर क्यों है क्योंकि यदि आप इंडक्टर पर वोल्टेज को देखते हैं तो यह L di बाय dt है इसलिए i 1अपॉन L इंटीग्रल dt के अलावा और कुछ नहीं होगा क्योंकि यह वोल्टेज शब्द है इसलिए यदि आप दोनों के मूल्य की तुलना करेंगे तो इंडक्टेंस का मान 8 होगा और नोड 2 पर वोल्टेज के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए अब यह इंडक्टेंस बन जाएगा और यह फिर से कंडक्टैंस होगा जैसा कि हमने समीकरण 3 में देखा था इसलिए यह दोनों केवल नोड 2 से जुड़े हैं इसलिए यह 5 सीमेंस कंडक्टैंस और 8 हेनरी इंडक्टेंस पैरेलल में आ जाएगा इसलिए हमें सर्किट के 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स मिले हैं तो अब उस एलिमेंट पर आते है जो दोनों समीकरणों में सामान्य है और यह जो प्रतिनिधित्व करेगा वह 4 फेराड कैपेसिटर का प्रतिनिधित्व करेगा कैसे यदि आप इसे देखते हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन करंट का मान जो दो नोड्स को जोड़ रहा है इसलिए यदि यह करंट का मूल्य है तो यह दर्शाता है कि यदि आप कैपेसिटर करंट के साथ कोरिलेट करेंगे तो यह C dv बाय dt के अलावा कुछ नहीं है है तो यदि आप इन दोनों की तुलना करें यह कुछ i1 कहलाएगा यह i2 होगा और i1 माइनस i2 का अर्थ उन मूल्यों से है जो दो नोड्स के बीच जुड़े हुए हैं इसलिए आखिरकार हमें जो कैपेसिटर मिला है वह वोल्टेज v1 और v2 के बीच जुड़ा हुआ है तो हम कैपेसिटर को भी कनेक्ट करते हैं जिसका मूल्य 4 फैराड होता है अंत में जो बचा है हम समीकरण 4 मान के साथ छोड़ दिया है जो इंडक्टर करंट t पर 0 के बराबर है क्योंकि यहां अगर आप देखें कि माइनस 10 का मान आ रहा है और चूंकि यह नोड के लिए समीकरण है और यह करंट मूल्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए जो बचा है वह यह है कि हम कहेंगे कि उस कैपेसिटर के ड्यूल कैपेसिटर पर वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट था इसलिए ड्यूल के मामले में यह इंडक्टर के माध्यम से करंट होगा इसलिए हम मान लेंगे कि यह फिर से इनिशियल मामला है क्योंकि कैपेसिटर के लिए भी हम मानते हैं कि इनिशियल समय t पर कैपेसिटर में वोल्टेज 0 के बराबर है इसलिए यहां आप यह भी कह सकते हैं कि t 0 के बराबर है और इंडक्टर करंट का मूल्य 10 एम्पीयर है इसलिए हम इनिशियल करंट iL समय t 0 के बराबर होने का प्रतिनिधित्व करेगा अब आप कैसे करेंगे ओरिएंटेशन का पता लगाएं यदि आप देखते हैं कि यह सर्किट वोल्टेज मेष करंट दिशा i2 के विपरीत है तो इसका मतलब है कि अब इस मामले में करंट नॉन रेफरेंस नोड v2 के अंदर नहीं जाएगा बल्कि यह नॉन रेफरेंस नोड v2 से निकलेगा इसलिए करंटकी दिशा इस दिशा में है अब यह वह सर्किट है जो हम मेष और नोडल समीकरणों का एनालिसिस करते हुए बाहर आए थे इसलिए यह कभी कभी बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास अधिक नोड्स और अधिक मेष होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप एक अनालोगी का उपयोग कर सकते हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे कि आप समीकरण को लिखकर इन विशेष सर्किटों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आपको समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप निरीक्षण द्वारा ड्यूल सर्किट का निर्माण करेंगे वह कैसे करेंगे अब प्रत्येक मेष के साथ एक रिफरेन्स नोड के अतिरिक्त हम एक नॉन रिफरेन्स नोड को जोड़ना चाहिए इसलिए इस मामले में क्या होगा इस सर्किट में दो मेष हैं इसलिए प्रत्येक मेष के लिए मान लें कि दोनों मेषों में एक नोड है और एक अंतर नोड भी है तो मान लें कि वोल्टेज v1 और v2 है इसलिए निरीक्षण से आप यह भी कह सकते हैं कि दो नॉन रिफरेन्स नोड होंगे क्योंकि दो मेष बनाए जा रहे हैं और साथ ही आपको एक रिफरेन्स नोड की आवश्यकता है अब आरेख पर हम प्रत्येक मेष के केंद्र में एक नोड रखते हैं और आरेख के पास एक पंक्ति के रूप में रिफरेन्स नोड की आपूर्ति करते हैं या आरेख को घेरने वाले लूप के रूप में इसलिए आप सरल नोड या आप नोड्स के लिए एक रेखा बना सकते हैं क्योंकि आपके लिए कनेक्ट करना आसान है इसलिए आप किसी भी रूप में एक ही क्षमता वाले प्रत्येक रिफरेन्स नोड का लंबे रेखा पर नोड्स होने का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अब प्रत्येक एलिमेंट जो दो एलिमेंट्स को संयुक्त रूप से एक म्यूच्यूअल एलिमेंट में प्रकट होता है इसलिए इसे एक एलिमेंट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जो दो संबंधित नोडल समीकरण में ड्यूल शब्द की आपूर्ति करता है तो यहाँ क्या होगा यह वह एलिमेंट है जो दो मेष के बीच जुड़ा हुआ है इसलिए इसका ड्यूल क्या होगा इस का ड्यूल केपसिटंस है इसलिए आप यहां क्या लिख सकते हैं आप कह सकते हैं कि इस का ड्यूल कैपेसिटर है इसलिए चूंकि यह दो मेष के बीच जुड़ा हुआ है नोडल मामले में यह दो नोड्स के बीच जुड़ा होगा इसलिए आप बस इन दो नोड्स को एक कैपेसिटर के माध्यम से जोड़ सकते हैं अब आगे क्या समीकरण का गणितीय रूप केवल इतना ही होगा यदि इंडक्टेंस को केपसिटंस द्वारा केपसिटंस को इंडक्टेंस कंडक्टैंस को रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को कंडक्शन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के ड्यूल हैं इसलिए आपके पास क्या होगा पहले से ही पहचाना गया है कि यह केपसिटंस होगा इसलिए आप एक कैपेसिटर बनाएंगे अब केवल उनके संबंधित मेषों में 3 ओम रेजिस्टेंस 8 फेराड कैपेसिटर और 5 ओम रेजिस्टेंस हैं इसका मतलब है कि ड्यूल अवधि में वे केवल उनके नोड्स के संबंध में जुड़ा होने का प्रतिनिधित्व करेंगे तो क्या होगा आप रेजिस्टेंस को केवल रिफरेन्स नोड से जोड़ सकते हैं और यह मान रेजिस्टेंस नहीं होगा यह कंडक्टैंस 5 moh या 5 Siemens का मान होगा इसी तरह इस कैपेसिटर के लिए जो आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं इस केपसिटंस का ड्यूल इंडक्टेंस का मान 8 हेनरीज़ होगा और इसे रिफरेन्स नोड और नॉन रिफरेन्स नोड v2 के बीच जोड़ा जाएगा इसी तरह इस रेजिस्टेंस के लिए आप क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि 3 moh वाले कंडक्टैंस का यह ड्यूल है अब आखिर में है वोल्टेज सोर्स का मान क्या बचा है इसलिए इस मामले में यह करंट सोर्स के अलावा और कुछ नहीं होगा क्योंकि दिशा क्या होगी क्योंकि वोल्टेज की दिशा इस तरह से है कि यह पॉजिटिव करंट दे रहा है करंट भी इस तरह से होगा कि यह नोड के अंदर जा रहा है इसलिए दिशा इस तरह होगी तो इस तरह आप केवल एक्विवैलेन्ट ड्यूल नेटवर्क के मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इसलिए हमने जो चर्चा की है आप बस यहां से देख सकते हैं कि ये वे मूल्य हैं जो हमने देखे हैं और अब ये रिफरेन्स नोड से जुड़े हैं तो अब हम संक्षेप में बताएंगे कि हमने क्या किया है एलिमेंट जो केवल एक मेष में दिखाई देते हैं ड्यूल होने चाहिए जो केवल संबंधित नोड और रिफरेन्स नोड के बीच दिखाई देते हैं अब हमें मेष 1 में केवल 2 cos 6t वोल्टेज दिखाई देता हैं इसलिए यह ड्यूल करंट सोर्स होगा और मान 2 cos 6t होगा इसलिए यह केवल नोड 1 और रिफरेन्स नोड से जुड़ा है अब क्लॉकवाइज वोल्टेज सोर्स जो हमने देखा है इसका मतलब है कि वोल्टेज उस करंट को दे रहा है जो एक क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है इसलिए ड्यूल करंट होगी जो नॉन रिफरेन्स नोड के अंदर होनी चाहिए और ड्यूल के 8 फैराड कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज प्रावधान किया जाना चाहिए इसलिए इस मामले में 8 फैराड कैपेसिटर वोल्टेज का क्या होगा जो कि इंडक्टर के माध्यम से 10 एम्पीयर करंट के रूप में दर्शाया जाएगा जो कैपेसिटर का ड्यूल है तो कैपेसिटर में इनिशियल वोल्टेज ड्यूल सर्किट में इंडक्टर के माध्यम से एक इनिशियल करंट है अब मूल्य क्या होगा यहाँ मूल्य है क्योंकि यह करंट की दिशा के विपरीत है इसलिए करंट होगा या आप वैकल्पिक रूप से 10 एम्पीयर की करंट कह सकते हैं लेकिन यह नॉन रिफरेन्स नोड से बाहर आ रही है तो इस तरह से यह करंट की दिशा होगी क्योंकि यह वह होगा जो हमने मेष एनालिसिस के मामले में ग्रहण किया है क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज मेष करंट के प्रवाह का विरोध कर रहा है इसलिए ड्यूल करंट मूल्य उस इंडक्टर के माध्यम से ड्यूल करंट के मान की प्रवाह की दिशा होगा जो नोड से बाहर आ जाएगी इसलिए इस तरह से अनालोगी द्वारा आप भी केवल विशेष सर्किट के ड्यूल का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अब हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप आगे समझ सकें कि हम अब तक क्या चर्चा करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है जहां हमारे पास रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है और हमारे पास एक केपसिटंस है एक रेजिस्टेंस है और इस दो नोड्स के बीच एक केपसिटंस है तो विभिन्न मेष कर्रेंटस क्या हैं तो आप कहते हैं कि 3 मेष हैं जो i1 हैं i2 और i3 हो सकते हैं इसलिए मेष समीकरण लिखने के बजाय और नोडल समीकरण को पता लगाने के बजाय हम बस क्या करेंगे हम केवल अनालोगी का उपयोग करेंगे हम कहेंगे कि किस विशेष सर्किट एलिमेंट का ड्यूल क्या है और फिर हम ड्यूल सर्किट को ड्रा करेंगे तो इस मामले में हमारे पास इस इंडक्टर के लिए कैपेसिटर ड्यूल है इसलिए पहले हम क्या करेंगे हम पहले नोड्स की पहचान करेंगे इसलिए 3 नोड होंगे क्योंकि इस दिशा में इंडक्टेंस में प्रवाहित मेष करंट i1 3 मेष और 1 रिफरेन्स नोड के बीच हैं जबकि करंट i2 इस में ऊपरी मेष दिशा से बह रहा है तो इसका मतलब है कि ये इस इंडक्टर के माध्यम से बहने वाली करंट i1 माइनस i2 होगी इसका मतलब है कि नोडल अवधि में आप इस इंडक्टर को कैपेसिटर के साथ बदलते हैं कैपेसिटर को नोड v1 और v2 के बीच जोड़ा जाना चाहिए तो इस तरह से हमने नोड v1 और v2 के बीच कैपेसिटर को नोड से जोड़ा है इसी तरह इस रेजिस्टेंस के लिए भी करंट i1 माइनस i2 है जिसका अर्थ है कि इस रेजिस्टेंस का ड्यूल जो कंडक्टैंस है वह भी नोड 1 और नोड 2 के बीच जुड़ा होगा इसलिए हमने इस कंडक्टैंस को इस विशेष नोड में केपसिटंस के साथ पैरेलल में जोड़ा है अब यदि आप इन दो इंडक्टर ्स और रेसिस्टर्स को देखते हैं तो दोनों नोड 2 और नोड 3 के बीच जुड़े हुए हैं क्यों क्योंकि हम इस दिशा में करंट i3 मान रहे हैं जबकि करंट i2 इस दिशा में होगा इसलिए यह दिखाएगा कि कैपेसिटर जो कि फिर से ड्यूल इंडक्टर नोड 2 और नोड 3 के बीच जुड़ा होगा इसी तरह रेजिस्टेंस के लिए जो कंडक्टैंस ड्यूल है वह नोड 2 और नोड 3 के बीच भी जुड़ा होगा अब हमारे पास जो बचा है वह केपसिटंस मान है जो इस तरफ से सर्किट के इस तरफ है जो यहां प्रवाहित हो रहा है यदि आप इसे केवल करंट i2 के रूप में देखते हैं तो कोई भी करंट प्रवाहित नहीं हो रही है इसका मतलब यह है कि केपसिटंस का ड्यूल इंडक्टेंस है जो केवल नोड 2 और रिफरेन्स नोड के बीच जुड़ा होगा इसलिए यह नोड 2 और रिफरेन्स नोड के बीच जुड़ा हुआ है इसलिए हमने इस सेगमेंट के सभी एलिमेंट्स को कवर किया है अंत में हम इस रेजिस्टेंस के साथ बचे हैं जहां केवल नोड करंट i3 बह रहा है तो इसका मतलब है कि यह जुड़ा होगा ड्यूल इस नोड 3 और रिफरेन्स के बीच जुड़ा होगा इसलिए इस ड्यूल का प्रवाह नोड 3 और रिफरेन्स नोड के बीच जुड़ा होगा अब हमने वोल्टेज सोर्स के साथ छोड़ दिया है इसलिए वोल्टेज सोर्स इस मेष को पॉजिटिव करंट दे रहा है इसका मतलब है कि यह ड्यूल करंट सोर्स होगा जो नोड के अंदर आ रहा है इसलिए इस के ड्यूल को इस दिशा में करंट के साथ एक करंट सोर्स के रूप में दर्शाया जाता है क्योंकि अगर यह करंट को क्लॉकवाइज दिशा में मेष को दे रहा है तो इसका अर्थ है कि संबंधित ड्यूल करंट सोर्स का नोड के अंदर प्रवाह होगा सर्किट और इसका ड्यूल इसलिए प्रत्येक हम और व्यक्तिगत एलिमेंट ड्यूल सर्किट को आकर्षित कर सकते हैं अब पुनर्व्यवस्थित करें कि सर्किट क्या दिखाई देगा जैसा कि इस आंकड़े में दिखाया गया है जहां आप देखेंगे कि केपसिटंस और कंडक्टैंस ये दो पैरेलल सोर्स में हैं इसलिए यह v1 है यह v2 है यह v3 है जिसका अर्थ है नोड 1 नोड 2 और नोड 3 केपसिटंस और कंडक्टैंस v1 और v2 के बीच पैरेलल में जुड़े हुए हैं इसलिए इसे इस तरह से दर्शाया गया है अब v2 और v3 के बीच फिर से आपके पास एक केपसिटंस और एक कंडक्टैंस है इसलिए आपने इस तरह से प्रतिनिधित्व किया है अब जो एलिमेंट इंडक्टेंस है वह नोड 2 और रिफरेन्स के बीच जुड़ा हुआ है इसलिए आपको यह कंडक्टैंस मिल गई है और फिर आपके पास एक और इंडक्टर है जो v1 और v3 के बीच जुड़ा हुआ है इसलिए यह वह इंडक्टेंस है जो आपको मिला है जो नोड 1 और नोड 3 के बीच है और अंत में नोड 3 और रिफरेन्स के बीच आपके पास एक कंडक्टैंस और करंट सोर्स है जो रिफरेन्स और नोड 1 के बीच जुड़ा हुआ है इसलिए इस सर्किट को आप पुन व्यवस्थित कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ताकि आपको ड्यूल सर्किट का प्रतिनिधित्व करने में अस्पष्टता न हो इसलिए मूल रूप से यह हुआ कि यह सर्किट सर्किट का ड्यूल बन गया है इसलिए आपको इस सर्किट से सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाने की आवश्यकता है की जो सर्किट एलिमेंट सीरीज में हैं अब पैरेलल में परिवर्तित हो गए हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि विभिन्न ड्यूल मापदंडों के रेजिस्टेंस को कंडक्टैंस में बदल दिया जाएगा इंडक्टेंस L को केपसिटंस में परिवर्तित किया जाएगा वोल्टेज V को करंट I में परिवर्तित किया जाएगा अपने ड्यूल सर्किट में सोर्स वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में होगा ड्यूल सर्किट नोड में मेष होगा सीरीज पाथ एक पैरेलल पाथ होगा जिस पर हमने अभी चर्चा की है ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट बन जाएगा KVL अपने ड्यूल होने की स्थिति में KCL होगा इसलिए हमने शुरू में यही किया है हमने मेष समीकरण ों के साथ शुरुआत की जो कि KVL के अलावा और कुछ नहीं हैं और फिर हमने KCL की मदद से ड्यूल बनाया यह नोड समीकरणों के अलावा कुछ भी नहीं है और तदनुसार हमने सर्किट को ड्यूल पाया तो अब ड्यूल सर्किट पर इस चर्चा के साथ हमें आज के व्याख्यान के सत्र को बंद कर दें इसलिए इस व्याख्यान में हम चर्चा करते हैं कि ड्यूल सर्किट क्या है ड्युअलिटी क्या है अगले व्याख्यान में हम विभिन्न नेटवर्क थेओरेम्स जैसे कि थेवेनिन थ्योरम Thevenin's theorem नॉर्टन थ्योरम Norton's theorem और आदि शुरू करेंगे